आप Q प्लस X Q प्लस YQ प्लस Z करने के उपरांत आपके पास सारे एप्लीकेशन 1000 के करीब रहते हैं I अब आपको समझ में आ रहा हूं कि हम जिस के बारे में जिक्र कर रहे हैं वह आपके पास 50 की मात्रा में मौजूद है अब हम लोग बात कर रहे हैं 50 प्लस 30 और आपके पास 8 कवर स्लिप है I यह देख सकते हैं कि यह एक बहुत ही यादृच्छिक नेटवर्क है

याद है मैंने आपको उत्तक कब दिखाया था

तो हमारे पास क्या विकल्प है I हमें यह परीक्षण व्यस्क में करना होगा I व्यस्त हिप्पोकैंपल न्यूरॉन कल्चर दी तीन आयामों के साथ साथ एक पैटर्न में हो सकती है I इसलिए तीनों की संधि से हम वास्तव में एक मॉडल तैयार कर सकते हैं जो लगभग वैसा ही होगा जैसा कि आज हम कर रहे हैं I आपको लगता होगा कि हमने एक साधारण सा मामला उठाया है I यह व्याख्यान आज यही समाप्त करते हैं अगली कक्षा में हम इसके बारे में बात करेंगे I धन्यवाद I